तो आइए अब कुछ परिभाषाओं को देखें सूची में पहला ठोस एंगल है ठीक है तो आम तौर पर सामान्य ज्योमेट्री में जो आपने अब तक किया है यदि आपके पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है और यदि यह थीटा है और यह आर है तो आप जानते हैं कि उस आर्क की लंबाई क्या होगी आर्क की लंबाई क्या है आर थीटा है ना आर थीटा आर्क की लंबाई है अब यदि आप इस थीटा को जानना चाहते हैं तो इस एंगल का अर्थ वह एंगल है जो इस आर्क द्वारा केंद्र के दाईं ओर उस विशेष बिंदु पर घटाया जाता है यदि मैं वृत्त बनाता हूँ यदि मैंने इस वृत्त को पूरा किया होता तो यह एंगल आपको बताता है कि वह कौन सा एंगल है जो यह आर्क उस विशेष वृत्त के केंद्र को सबटेन्ड करता है अब हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है तो यह 2 डायमेंशनल पोलर कॉड्रिनेट्स में बहुत अच्छा है तो यह परिभाषा 2 डायमेंशनल सिस्टम और पोलर कॉड्रिनेट्स के लिए है अब हमें एक 3 डायमेंशनल सिस्टम का विस्तार करने की आवश्यकता है तो ध्यान दें कि रेडिएशन एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस है अतः आपको दिए गए कॉनसेप्ट द्वारा सबटेन्डेड एंगल की इस अवधारणा का विस्तार करने की आवश्यकता है तो यहाँ यह इस आर्क द्वारा सबटेन्डेड एंगल है जो 1 डायमेंशनल सिस्टम है आर्क एक 1 डायमेंशनल सिस्टम है तो वह एंगल क्या है जो इस 1 डायमेंशनल सिस्टम द्वारा उस वृत्त के केंद्र में घटाया जाता है इसलिए हमें यह डिफाइन करने की आवश्यकता है कि एक सरफेस द्वारा सबटेन्डेड एंगल क्या है हमें यह डिफाइन करने की आवश्यकता है कि वह कौन सा एंगल है जो किसी दिए गए सरफेस द्वारा किसी विशेष बिंदु पर सबटेन्डेड किया जाता है ठीक है तो मान लीजिए मान लीजिए कि यहां बिंदु ऑब्जेक्ट है वैसे इस एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं और जो सिम्बल दिया जाता है वह है ओमेगा ओमेगा वह सिम्बल है जो सॉलिड एंगल के लिए दिया जाता है तो मान लीजिए कि यहां कोई वस्तु है और आपके पास सरफेस है तो यह सरफेस ठीक है इसलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूं तो मान लें कि डीए 1 उस ऑब्जेक्ट का सतह क्षेत्र है और वेक्टर उस सतह पर सामान्य दिशा में इंगित करता है तो ध्यान दें कि सरफेस एरिया को वास्तव में वेक्टर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है तो यह एक वेक्टर है जो सामान्य दिशा की ओर इशारा कर रहा है और हम कहते हैं कि यह A2 सरफेस A2 है और यह वेक्टर है इसलिए दिशा के आधार पर आप कह सकते हैं कि यह अंदर या बाहर की ओर इशारा कर रहा है तो प्रश्न यह है कि वह एंगल क्या है जो इस सरफेस A2 द्वारा उस बिंदु वस्तु पर सबटेन्ड किया जाता है यही हमें खोजने की जरूरत है तो सॉलिड एंगल इतना है कि सॉलिड एंगल है अगर मैं इसे डोमेगा कहता हूं तो मैं एंगल को 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल सिस्टम में खोजने की इस कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकता हूं और जिस तरह से मैं यह मान रहा हूं कि इन दोनों के केंद्र के बीच की लीनीअर डिस्टेन्स ठीक है तो डोमेगा को ज़रूरी रूप से dA2 बटा r वर्ग के रूप में डिफाइन किया गया है अब मैं एक हैमिस्फेअर बना सकता हूँ अगर मैं हैमिस्फेअर का सैक्शन खींच सकता हूं तो यह हैमिस्फेअर का सैक्शन ठीक है आइए मान लें कि एक हैमिस्फेअर है जो 3 डायमेंशन्स में मौजूद है और यदि मैं यह मान लेता हूं तो यह एंगल है यदि मैं इसे dphi कहता हूं तो यह वह एंगल है जो वास्तव में x z y प्लेन पर इस विशेष क्षेत्र द्वारा घटाया जाता है तो z y मैदान पर प्रोजेक्शन के एंगल को dphi ठीक करें तो dphi z y सरफेस पर प्रोजेक्शन का एंगल है और यदि मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ तो यह उस लाइन का एंगल है जो इन दोनों वस्तुओं के सेन्टर को जोड़ता है x एक्सिस होगा ताकि एंगल थीटा हो इसलिए मैंने अब दो कोर्डिनेट सिस्टम को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है तो यह मेरी थीटा है और यह मेरी फाई है फाई वह एंगल है जो वास्तव में बोर्ड से बाहर आता है और थीटा वह एंगल है जो वास्तव में एक्स वाई प्लेन में जाता है ठीक है अब मैं इस छोटे एंगल को यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ यह थीटा है यह डिफरेंशियल एंगल है जो उस सतह के एक्स वाई प्लेन में ठीक है तो ध्यान रखें कि दो अलग अलग मैदानों में दो अलग अलग एंगल होते हैं तो थीटा वह एंगल है जो इस विशेष सतह द्वारा घटाया जाता है यदि आप इसे x और y प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो ठीक है तो अब उद्देश्य इन एंगल के संदर्भ में dA2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि हमें ठीक करना है तो मान लीजिए कि मैं इस लंबाई को L1 और इस लंबाई को L2 कहता हूं तो यह दोनों पक्षों का लीनीअर लैंथ स्केल है इसलिए dA2 कुछ भी नहीं है लेकिन L1 से L2 है इसलिए अगर मुझे पता है कि L1 और L2 क्या हैं तो हम कर चुके हैं मैं सॉलिड एंगल ठीक पा सकता हूं L1 क्या है मैं एल1 कैसे खोजूं dphi से मैं L1 कैसे खोजूं डी फाइ से ठीक है तो मैं आपकी मदद करूंगा तो मान लीजिए कि यह एंगल dphi है यह साइड क्या है वह दूरी क्या है तो यह r यह दूरी क्या है r sin थीटा ठीक है तो L1 L1 r sin थीटा है और L2 क्या है उफ़ क्षमा करें L1 r sin थीटा dphi है तो यह लंबाई यह लंबाई r sin थीटा है और इसलिए L1 r sin theta d phi है L2 क्या है जो कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह एक डिफरेंशियल एलिमेंट है आर्क की लंबाई जो भी हो वह एक लीनीअर लाइन नहीं है यह एक आर्क है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आर्क की लंबाई क्या है हमें खोजने में एबल होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु का आकार कुछ भी हो तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब केवल uh डिफरेंशियल एलिमेंट है यदि आप पूरी सरफेस पर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो भी सरफेस है उसे बनाने में एबल होना चाहिए L2 क्या है r तो ध्यान दें कि यह एंगल dtheta है और इसलिए प्रोजेक्शन यहाँ यह कोन है तो हम इस ट्राइंगल को देखते हैं जो कि प्रोजेक्शन सही है इसलिए L2 कुछ भी नहीं है लेकिन r dtheta है तो यह रेडियस है और उनके बीच का एंगल d थीटा है तो आर्क L2 की लंबाई r dtheta है और इसलिए एरिआ r वर्ग sin theta dtheta dphi द्वारा दिया गया है तो यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ कि d ओमेगा जो सॉलिड एंगल है जो dA1 पर उस डिफरेंशियल सरफेस द्वारा घटाया जाता है dA2 द्वारा r वर्ग द्वारा दिया जाता है जो कि sin theta dtheta d phi है जो सभी को साफ़ करता है हाँ यह बहुत स्पष्ट रूप से ठीक है मान लीजिए कि अगर मैं हेमिस्फेयर के सॉलिड एंगल को खोजना चाहता हूं तो मैं यह कैसे कर सकता हूं हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल मैं हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल ज्ञात करना चाहता हूँ मैं हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल कैसे ज्ञात करूं थीटा 0 से phi तक 2 से जाता है यह सही है और फिर ध्यान दें कि दो एंगल हैं हेमिस्फेयर एक 3डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसलिए इसे दो एंगल द्वारा डिफाइन किया गया है तो एक हेमिस्फेयर के ओमेगा को फी पर इंटीग्रल 0 से 2 पीआई द्वारा दिया जाता है इसलिए फाइ तो ध्यान दें कि फाइ सभी तरह से और जेड वाई मैदान में जाता है तो और यह 0 से pi बटा 2 sin theta dtheta dphi यानी होगा यह क्या है इंटीग्रल है नॉट हार्ड 2 पीआई इंटीग्रल 0 से पीआई बटा 2 पाप थीटा दथेटा वह इंटीग्रल 0 टू पाई बटा 2 पाप थीटा दथेटा क्या है चलो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हार्ड माइनस cos pi बटा 2 जमा cos 0 है जो 2 pi के बराबर है तो एक हेमिस्फेयर द्वारा सब्टेनडेड सॉलिड एंगल 2 पाई 180 नहीं है और वह क्या होगा गोले के लिए 4 pi तो यहां उपयोग की जाने वाली यूनिट को स्टेरेडियन कहा जाता है और इसे आम तौर पर एसआर के रूप में दर्शाया जाता है तो वह सॉलिड एंगल की इकाई है जिसे स्टेरेडियन कहा जाता है इस पर अब तक कोई सवाल आपको इस ज्योमेट्रि को समझना चाहिए हम उपयोग करेंगे हम नहीं करेंगे मैं बार बार यह पिक्चर नहीं बनाऊंगा लेकिन आपको यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि इस ज्योमेट्रि का निर्माण कैसे किया जाता है और हम इसका सरफेस एरिआ कैसे ज्ञात करते हैं कि हम इस मनमानी सरफेस का एरिआ कैसे ज्ञात करते हैं और हम सॉलिड एंगल की गणना कैसे कर सकते हैं तो रेडिएशन के क्यॉनटीफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो इस चित्र पर टिकी है सॉलिड एंगल की गणना करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है जब हम कोई रेडिएशन कैल्कुयलेट कर रहे होते हैं और पूरे रेडिएशन टॉपिक के माध्यम से हम देखेंगे कि मैं शब्द का उपयोग नहीं करूंगा लेकिन सॉलिड एंगल वास्तव में कुछ एक्सप्रेशन में इनबिल्ट है जिसे मैं आज और अगले लेक्चर में शीघ्र ही प्राप्त करने जा रहा हूं तो sin theta dtheta dphi एक ऐसी चीज है जिसे आप देखेंगे जो कि उन सभी एक्सप्रेशन में दिखाई देगी जो आप रेडिएशन के लिए देखेंगे यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सॉलिड एंगल कैसे प्राप्त करते हैं इस पर कोई सवाल तो L1 अनिवार्य रूप से इस आर्क की लंबाई है L2 इस आर्क की दाईं ओर की लंबाई है इसलिए यह ऑबिर्टरी सरफेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट है तो L1 कुछ भी नहीं है लेकिन इस लंबाई को dphi से गुणा किया जाता है और यह लंबाई r in sin theta है तो यह थीटा है और इसलिए पाप कर्ण पाप थीटा के विपरीत होगा और इसलिए इस विशेष की लंबाई जिसे आप लीनीअर डिस्टेंस जानते हैं r sin थीटा को dphi से गुणा करने पर आपको L1 मिलेगा और यह लंबाई xy प्लेन में है और इसलिए यह रेडियस है उस मैदान में अःगल से गुणा किया जाता है जो दथेटा है तो r dtheta L2 होगा और r sin theta dphi L1 होगा कोई और सवाल यह एक प्रोजेक्शन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोजेक्शन कहां लिखते हैं मेरे पास बस सुविधा के लिए मैंने इसे यहाँ लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल वही रहता है जहाँ भी आप प्रोजेक्शन लिखते हैं जो भी प्लेन आप प्रोजेक्शन लिखते हैं जो भी x जो भी x मान आप z y प्रोजेक्शन लिखते हैं एंगल वही याद दिलाता है बस लंबाई अलग होगी इसलिए अगर मैं अपना प्रोजेक्शन यहां लिखता हूं तो मैं हमेशा वह सही कर सकता हूं मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं तो यह दूरी वास्तव में प्रोजेक्शन पर इस दूरी के बराबर है जिसे मैंने अभी इस प्रोजेक्शन को रिपरेसेंट किया है ताकि यह समझना आसान हो कि आर्क की लंबाई r sin theta d dphi है इसलिए मैंने केवल इतना किया है कि मैंने अभी अभी यह प्रोजेक्शन लिया है और यहाँ रिपरेसेंट किया है नहीं ऐसा नहीं है कि हम ऐसा देखेंगे जाहिर है जिस दूरी पर वस्तु रखी गई है उससे फर्क पड़ने वाला है हम देखेंगे कि कुछ डेफिनेशन हम देख लेंगे कोई और सवाल ठीक हम अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे तो हम रेडिएशन इंटेंसिटी नामक एक मात्रा को डिफाइन करने जा रहे हैं जो रेडिएशन इंटेंसिटी और उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट प्रतीक I ठीक है और एक सबस्क्रिप्ट लैम्ब्डा का अर्थ है कि एक विशेष वेवलैंथ लैम्ब्डा पर रेडिएशन की तीव्रता और वह लैम्ब्डा थीटा और फाइ का कार्य करने जा रही है यह एक स्पैक्टरल प्रोप्रटी होने जा रही है तो यह किस लैम्ब्डा पर निर्भर होने वाला है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि थीटा दिशा में कौन सा एंगल है और फी दिशा में कौन सा एंगक ठीक है तो इसे रेडिएशन की तीव्रता के रूप में डिफाइन किया गया है मैं यहां ई भी डाल सकता हूं जो उत्सर्जन के लिए खड़ा है तो मुझे एक सेकंड दो एक निश्चित वेवलैंथ लैम्ब्डा पर एक सतह द्वारा एमिटेड रेडिएशन की तीव्रता एमिटिंग सरफेस के प्रति इकाई क्षेत्र में एमिटिंग सरफेस प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इका ईवेवलैंथ लैम्ब्डा पर प्राप्त वस्तु द्वारा घटाया गया सॉलिड एंगल तो वह है रेडिएशन की डेफिएशन तो यह करना है जाहिर है प्राप्त करने वाली वस्तु का एक कार्य उसके क्षेत्र और उस विशेष तरंग लंबाई के बारे में प्रति इकाई वेवलैंथ dlambda एक सॉलिड एंगल हो तो यह रेडिएशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन है और हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है को हीट ट्रांसफर दर को किस प्रकार डिफाइन किया जाए इसलिए इस डिफाइन को एक मैथमैटिकल रूप लैम्ब्डा थीटा फाई में अनुवाद करने की आवश्यकता है ताकि डीक्यू दिया जाएगा जो कि हीट ट्रांसपोर्ट की अंतर राशि है जिस दर पर उस सरफेस द्वारा हीट एमिट की जा रही है उसे डीए 1 से डिवाइड किया जा रहा है ठीक है तो यह आपको dlambda द्वारा डिवाइड सॉलिड एंगल डोमेगा द्वारा डिवाइड फ्लक्स बताता है अगर यह मेरी सरफेस है जो रेडिएशन एमिट कर रही है तो ठीक है अब अगर यह मायने रखता है कि इसे कहाँ रखा जा रहा है जहाँ प्राप्त करने वाली वस्तु को रखा जा रहा है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही आप दूरी को स्थिर रखें भले ही आप दूरी को स्थिर रखें ठीक है तो मान लीजिए कि यदि आपके पास कॉनकेव सरफेस है तो कॉनकेव सरफेस से जो कुछ भी एमिट होता है वह स्वयं प्राप्त नहीं होता है ठीक है कॉनकेव सरफेस से जो कुछ भी एमिट होता है वह हमेशा कॉनकेव सरफेस से निकलता है और बाहर जाता है अब मान लीजिए कि मेरे पास कॉनवेक्स सरफेस है मान लीजिए कि मेरे पास कॉनवेक्स सरफेस है तो इस वस्तु द्वारा इस स्थान पर जो कुछ भी एमिट किया जाता है वह अब उसी वस्तु द्वारा इंटरसेप्टेड होने जा रहा है इसलिए ऑरिएंटेशन एक भूमिका निभाता है तो एक उदाहरण के लिए यहां देखें मान लीजिए कि मैं यहां सरफेस लेता हूं यह सभी दिशाओं में रेडिएशन एमिट कर रहा है तो जो रेडिएशन एमिट होता है वह एक वस्तु द्वारा इंटरसेप्टेड होने वाला है जो यहाँ गति करता है यहां जो रेडिएशन एमिट होता है वह यहां रखी किसी वस्तु से बाधित होने वाला है कोई कारण नहीं है कि मुझे यह मान लेना चाहिए कि सभी रेडिएशन सभी दिशाओं में स्थिर हैं इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु को कहाँ रखा गया है भले ही वस्तु के बीच की दूरी समान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कहाँ रखा गया है कोई अन्य प्रश्न तो अब dq by dlambda ठीक है तो यह वही है जिसे आम तौर पर शब्दावली कहा जाता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उपयोग की जाती है dq लैम्ब्डा है जो मूल रूप से प्रति यूनिट वेवलैंथ में हीट ट्रांसफर रेट है और इसलिए यह I लैम्ब्डा द्वारा दिया गया है e लैम्ब्डा थीटा कॉमा dphi को dA1 से गुणा करके डोमेगा ओके डीए1 क्या है क्षेत्र क्या है तो ध्यान रखें कि वे फिर से चित्र खींच रहे हैं तो यह उस वस्तु का क्षेत्र वेक्टर है और यदि यह कॉस थीटा है तो यह थीटा है तो वह क्षेत्र जो वास्तव में प्राप्त करने वाली वस्तु की दिशा में है वह dA1 in cos theta right है तो वह है इसलिए क्षेत्र वेक्टर जो रिसीवर की दिशा में इंगित कर रहा है वह dA1 in cos theta OK है और एक ठोस कोण dA1 बटा dA2 बटा r वर्ग क्या है तो ध्यान दें कि सॉलिड एंगल रिसीवर के क्षेत्र पर निर्भर करता है न कि वह जो एमिट कर रहा है तो ध्यान रखें कि यदि यह A2 है यदि हम कहें कि dA2 प्राप्त करने वाली सरफेस का एरिआ है तो डोमेगा को dA2 बटा r वर्ग द्वारा डिफाइन किया जाता है तो यह उस रेखा की दिशा में एरिआ कॉम्पोनेन्ट है जो इन 2 वस्तुओं के केंद्र को जोड़ती है और इसलिए डोमेगा dA2 बटा r वर्ग है और यह sin theta dtheta dphi द्वारा दिया गया है तो वह है जो इस सतह द्वारा एमिटिंग सरफेस ह dA1 पर घटाया जाता है ठीक है तो अगर मैं यह कहूं कि मैं लैम्ब्डा ई फी कॉस थीटा सिन थीटा दथेटा डीफी डीए 1 होगा तो वह प्रति यूनिट वेवलैंथ में हीट ट्रांसफर रेट है तो अगर मैं फ्लक्स डीक्यू लैम्ब्डा को डिफाइन कर सकता हूं तो ध्यान दें कि डबल प्राइम जब मैं इसके फ्लक्स का उपयोग करता हूं तो यह डीए 1 द्वारा डीक्यू लैम्ब्डा होगा जो कि फ्लक्स है जिस पर एमिशन उस सरफेस पर हो रहा है इसलिए मैं लैम्ब्डा ई लैम्ब्डा कॉमा थीटा कॉमा फी सिन थीटा कॉस थीटा डीथेटा डीएफआई जो किसी दी गई सतह से एमिटिड रेडिएशन के प्रवाह की परिभाषा है इसलिए मैं आप सभी को यह जानने के लिए एनकरेज करूंगा कि अगली कक्षा में आने से पहले आप सभी को वास्तव में इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें आपको यह पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव हुई है तो रेडिएशन में हम जो कुछ भी चर्चा करते हैं वह पूरी तरह से इस एक्सप्रेशन पर निर्भर करता है कि यह एक्सप्रेशन कैसे प्राप्त होती है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रि कैसे बनाई जाती है और किसी दिए गए सिस्टम के लिए इस सॉलिड एंगल का वास्तव में एवेलयुएट कैसे किया जाता है